एनपीटीईएल एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम कोर्स ऑन लिंग भेद न्याय और कार्यस्थल सुरक्षा जेंडर जस्टिस एंड वर्कप्लेस सिक्योरिटी द्वारा प्रो दीपा दुबे राजीव गांधी बौद्धिक संपदा विधि विद्यालय IIT खड़गपुर व्याख्यान 18 लैंगिक हिंसा भीतर और बाहर जारी नमस्कार और लिंग भेद न्याय और कार्यस्थल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम में वापस स्वागत है पिछले व्याख्यान में हमने कुछ अपराधों पर चर्चा करने की कोशिश की जो विशेष रूप से 2013 के आपराधिक कानून संशोधन के बाद भारतीय दंड संहिता में सूचीबद्ध किए गए हैं ताकि महिलाओं के साथ और विभिन्न प्रकार की हिंसा से रक्षा हो सके आगे जारी रखने के लिए हिंसा के मुद्दे पर चर्चा करते हुए बाल यौन शोषण का मुद्दा बहुत गंभीर अपराध में से एक है जिसका उल्लेख यहां किया जाना चाहिए संदर्भ समय को देखें 0059 बाल यौन शोषण मूल रूप से एक बच्चे के शारीरिक या मानसिक उल्लंघन को संदर्भित करता है यौन इरादे के साथ आमतौर पर एक बड़े व्यक्ति द्वारा जो शक्ति की स्थिति में होता है और उसका बच्चे के सामने भरोसा होता है अब ऐसे उल्लंघनों में शामिल हैं भेदक और गैर भेदक कार्य जैसे कि बच्चे के निजी अंगों को चूमना छूना या प्यार करना अब बाल यौन शोषण एक बहुत गंभीर समस्या पाई गई है और एक अध्ययन जो मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था महिलाओं और बाल विकास ने संकेत दिया कि 53 ने किसी न किसी रूप में यौन शोषण की सूचना दी अब जबकि लड़के या छोटे पुरुष बच्चे भी इस तरह के दुर्व्यवहार के शिकार होते हैं ज्यादातर बार यह परिवार में लड़कियों और छोटे बच्चों का होता है जो अनजाने में और बेगुनाह ऐसी हिंसा का शिकार हो जाते हैं साधारण कारण के लिए इस प्रकार के दुरुपयोग में हिंसा का उपयोग कम होता है लेकिन विश्वास के विश्वासघात से अधिक बच्चे का विश्वास जो उपयोग में लाया जाता है और जो अपराधी है वह कई बार परिवार का सदस्य होता है कभी चाचा कभी पिता कभी दादा या शायद पड़ोसी तो वह एक व्यक्ति है जो बच्चे द्वारा जाना और विश्वसनीय है इसलिए यह स्थिति बच्चों के लिए बहुत ही कठिन और अजीबोगरीब स्थिति प्रस्तुत करती है विशेष रूप से बालिकाओं और इस समस्या पर गौर करने के लिए सरकार ने 2012 में POCSO अधिनियम के रूप में जानने वाले यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पारित किया है अब यह एक बहुत ही व्यापक कानून है जो बच्चों को यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पारित किया गया है और एक ही समय में कानून सुधारों की कोशिश कर रहा है जो कि सुरक्षित है न्यायिक बाल हितैषी तंत्र रिपोर्टिंग सबूतों की रिकॉर्डिंग जांच और नामित अदालतों आदि के माध्यम से अपराधों की त्वरित सुनवाई सहित हर चरण में बच्चे के हितों की रक्षा करें इसलिए यह एक बहुत ही स्वागतयोग्य और सकारात्मक कदम है बाल यौन शोषण के मुद्दों की देखभाल करने के लिए ऐसे दुरुपयोग की अनिवार्य रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी सभी देखभाल करने वाले और प्रदाताओं पर दी गई है चाहे इसमें माता पिता या शायद डॉक्टर या स्कूल भी शामिल हों जहां एक बच्चा शिक्षा के लिए जाता है उन सभी को अनिवार्य रूप से दुर्व्यवहार के किसी भी उदाहरण की सूचना देने की आवश्यकता के तहत अनिवार्य है यदि यह उनके ध्यान में आता है विशेष पुलिस इकाइयाँ बनाई गई हैं और यह विशेष पुलिस इकाइयाँ जाँच प्रक्रिया के दौरान बाल संरक्षक के रूप में कार्य करने वाली हैं बच्चे की स्पष्ट सुरक्षा के लिए आवश्यक और तत्काल व्यवस्था होनी चाहिए जैसे कि आपातकालीन चिकित्सा उपचार बच्चे को एक आश्रय गृह में रखना इस मामले की सूचना बाल कल्याण समिति को दी जानी चाहिए और विशेष रूप से यौन शोषण के मामलों में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि चिकित्सा परीक्षा महिलाओं और बच्चों के लिए दुःस्वप्न बन जाती है और विशेष रूप से POCSO अधिनियम की पैरवी करती है और विशेष रूप से नियम स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती है माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में बच्चे का चिकित्सा परीक्षण अत्यंत सावधानी और संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए जिसमें बच्चा विश्वास को दोहराता है इसलिए ऐसे कई प्रयास हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए थे कि नाबालिग बच्चे और युवा मन आघात का शिकार न हों ऐसे बच्चों पर कुछ यौन दुर्व्यवहार के कारण और उचित पेशेवर हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं होनी चाहिए साथ ही अदालतों में एक माहौल जिसमें यह बच्चे के अनुकूल है और बच्चा आत्मविश्वास महसूस करता है और बच्चा पूरे सिस्टम द्वारा समर्थित महसूस करता है जो कि उस जगह में है इसलिए POCSO अधिनियम 2012 ने वास्तव में उन मुद्दों के संबंध में एक अंतर बनाया है जहां यह बाल यौन शोषण से संबंधित है विशेष रूप से युवा लड़कियों के संदर्भ समय को देखें 0629 तो अब जब हम इन सभी अपराधों की बात करते हैं और समान महत्वपूर्ण उपाय आते हैं या महत्व प्रक्रिया के संबंध में आता है जो कि महिलाओं के कारण या बच्चों के कारण विशेष रूप से बालिकाओं की सुरक्षा के लिए उस जगह में है जैसा कि हमने कहा कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के संरक्षण में विभिन्न उपाय शामिल हैं POCSO आधार के सामान्य आपराधिक कानून के लिए बड़े के लिए बच्चों के हित को देखने के लिए कार्य करता है यह आपराधिक प्रक्रिया का कोड है जो लागू होता है जैसा कि मैंने कहा ढाँचा मूल रूप से पुलिस और आपराधिक अदालतें हैं जो इस संबंध में काम कर रही हैं तो किसी अपराध के संबंध में कोई भी शिकायत एक पुलिस स्टेशन में की जानी चाहिए और फिर पुलिस को उस संबंध में और उसके बाद एक बार यदि कोई मामला बनता है तो उसे जांच करनी होगी फिर इसे एक पगडंडी के लिए बाहर रखा जाना है और यह आपराधिक न्यायालयों के समक्ष है कि इस मामले की सुनवाई हो साक्ष्य लिया जाए और तब अपराधी को दोषी ठहराए जाने तक दोषसिद्धि या बरी करने का निर्णय लिया जाता है अब क्या होता है महिलाओं का अनुभव बच्चों का अनुभव विशेष रूप से आपराधिक न्याय प्रक्रिया के साथ बुरा रहा है ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि शिकायतों को खारिज कर दिया जाता है महिला पर अविश्वास किया जाता है उसका मजाक उड़ाया जाता है उसपर हंसा जाता है और उसे इस माध्यम से और अधिक आघात में डाल दिया जाता है क्योंकि वह न्याय प्रणाली का उपयोग करने की कोशिश कर रही है इसलिए महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए बच्चों के साथ साथ कई प्रावधान भी शामिल किए गए हैं इन्हें दंड प्रक्रिया संहिता में पाया जाना है जो 1973 का एक अधिनियमन है और इन्हें विभिन्न संशोधनों के माध्यम से शामिल किया गया है जो समय समय पर प्रभावित हुए हैं अब पहले अगर हम बात करते हैं अगर हम इसे देखते हैं आपराधिक शासन के भीतर पीड़ितों के अधिकारों के दृष्टिकोण से और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो न्याय तक पहुंच है जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यानों में कहा है जो कि बहुत ही मूल अधिकार में से एक है जो किसी भी व्यक्ति के लिए कानून के तहत आवश्यक निवारण के लिए होना चाहिए इसलिए मुझे कानून की अदालतों में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए अगर मेरे अधिकारों का उल्लंघन होता है या यदि मैं हिंसा के किसी भी रूप के अधीन हूं जैसा कि हमने कहा संवैधानिक दृष्टिकोणों पर चर्चा करते हुए अनुच्छेद 32 के तहत संविधान की गारंटी सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकार या किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए साथ ही अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का कानूनी अधिकार हमेशा रहता है इसलिए किसी भी समय किसी भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए इन संवैधानिक न्यायालयों में जा सकते हैं और जैसा कि हमने देखा है कई बार मुआवजे के अधिकार को जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में पढ़ा गया है इसलिए यह आपराधिक कृत्यों की कई स्थितियों में अपराध हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप अधिकार का उल्लंघन किया गया है और इस मामले को अदालतों द्वारा उठाया गया है इसके अलावा यह वह पुलिस अधिकारी है जिसके पास किसी व्यक्ति के पास शिकायत होने अपराध होने के संबंध में अपराध होने के संबंध में संपर्क करने के लिए होता है अब किसी भी मामले में पुलिस अधिकारी ऐसी जानकारी को रिकॉर्ड करने से इंकार कर देता है तो प्रक्रिया संबंधी कानून महिलाओं को उच्च अधिकार के लिए स्थानांतरित करने का अधिकार देता है इसलिए यह पुलिस अधीक्षक हो सकता है या शायद यह भी मजिस्ट्रेट जिस से वह संपर्क कर सकती है यदि पुलिस शिकायत पर ध्यान देने या लिखित रूप में लेने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने से इनकार करती है ऐसे मामलों में स्वयं प्रक्रियात्मक कानून के तहत एक सहारा दिया जाता है उस पहलू पर जहां इसे बलात्कार आदि के अपराधों में देखा गया है पुलिस द्वारा मना कर दिया गया है इस उद्देश्य के लिए एक संशोधन हुआ था जहां पुलिस की ओर से ऐसी कार्य को सीआरपीसी की धारा 166ए के तहत दंडनीय बनाया गया है दूसरा अधिकार कानूनी प्रतिनिधित्व से संबंधित है सभी को वकील रखने का अधिकार है यदि कोई अदालत में जाता है तो यह कानून और सबूतों के आधार पर है कि मामला स्थापित किया जाना है और उसके लिए एक वकील की सेवाएं आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाती हैं इसलिए सभी को कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार है 1987 का एक कानूनी सेवा प्राधिकरण है जो हर व्यक्ति को कानूनी सेवाओं से संपर्क करने के लिए केस दर्ज करने या बचाव करने का अधिकार देता है संदर्भ समय को देखें 1156 हालाँकि यह केवल कुछ शर्तों के तहत है कि कानूनी सेवाओं से संपर्क किया जा सकता है इसके अलावा अन्य सभी स्थितियों में आम तौर पर एक आपराधिक मामले में तब यहाँ प्रदेश सरकार होगी जो पीड़ित की ओर से मामले को उठाता है और इसलिए राज्य की ओर से अदालत के समक्ष मामले का बचाव करने के लिए राज्य अभियोजक को नियुक्त करता है हालांकि किसी अपराध का शिकार किसी दिए गए मामले के लिए किसी विशेष अभियोजक को नियुक्त करने के लिए सरकार के पास जा सकता है और धारा 301 आगे जनादेश देता है कि एक निजी पक्ष के ऐसे वकील सरकारी वकील के निर्देशों के तहत कार्य करेंगे और हो सकता है अदालत की अनुमति लिखित दस्तावेज जमा करें तो सरकारी वकील होगा लेकिन सरकारी वकील के साथ पीड़ित को एक वकील नियुक्त करने का अधिकार है जो ऐसे सरकारी अभियोजकों के साथ समन्वय में काम करता है इसलिए पर्याप्त और उचित कानूनी प्रतिनिधित्व हो सकता है जिसकी वह हकदार है यदि वह बहुत गरीब है और वह वहन नहीं कर सकती है ऐसे मामलों में यह सरकारी वकील ही होगा जो मामले को देखेगा ऐसे मामले में जहां वह एक आरोपी आदि के रूप में दूसरी तरफ है और वह एक वकील नहीं रख सकती है वह कानूनी सेवाओं से संपर्क कर सकती है लेकिन कानूनी प्रतिनिधित्व होना मूल अधिकारों में से एक है प्रणाली के भीतर गोपनीयता और पहचान सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है जैसा कि हमने इस तरह की गोपनीयता की बात की है यौन उत्पीड़न कानूनों के प्रसंग में कि अगर पीड़िता का नाम कई बार उजागर हो जाता है तो वह शायद समाज द्वारा लोगों द्वारा पीड़ितों के मामले में यदि वह बलात्कार पीड़िता के लिए है आदि के लिए वह मूल रूप से अपने ही परिवार द्वारा त्यागी जाती है भारत में जब इन अपराधों की बात आती है तो एक सामाजिक बहिष्कार होता है कई बार पीड़ितों को खुद जिम्मेदार ठहराया जाता है इसलिए इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 228A धारा 327 CRPC जो बंद कमरे में कार्यवाही और 228A प्रदान करती है जो पीड़ित की पहचान का खुलासा करने से रोकती है किसी भी फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार भी है पीड़ित को अदालत द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ अपील को प्राथमिकता देने का अधिकार है आरोपी को बरी करना या उसे कम अपराध के लिए दोषी ठहराना या अपर्याप्त मुआवजे आदि को लागू करना अपील के लिए जाने का भी अधिकार है अगर पीड़ित अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है और सबसे महत्वपूर्ण बात उसे मुआवजे का अधिकार है इसलिए मुआवज़ा एक अधिकार है जिससे शारीरिक पीड़ा या मानसिक आघात और तमाम पीड़ाएँ होती हैं जो पीड़ित को भुगतनी पड़ती हैं वह पर्याप्त मुआवजा दिए जाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है धारा 357 और हाल ही में 357A जोड़ा गया है जिसमें मुआवजे की एक वैधानिक योजना है जिसे निर्धारित किया जाना है और ऐसी योजना सभी राज्यों में रखी गई है जहां विभिन्न अपराधों के लिए कानून के तहत या दंड कानून के तहत मुआवजे की अलग अलग मात्रा राज्य द्वारा देय होनी चाहिए इसलिए यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि इन महिलाओं का पुनर्वास किया जाए महिला की पीड़ा और दर्द में आवश्यक कानूनी सहायता चिकित्सा आदि का ध्यान रखा जाता है इस महिला को दिया जाता है इसलिए ये कुछ अधिकार हैं जो महिला के लिए हैं और मूल रूप से इसके अलावा अनुच्छेद 21 हमेशा ऐसी सभी स्थितियों में बचाव में आया है जहां किसी व्यक्ति के जीवन और गरिमा में इस तरह के गैरकानूनी घुसपैठ या आक्रमण हुए हैं और अदालतों ने इसे पढ़ा है क्योंकि एक अपराध का उल्लंघन किया गया था कुछ अपराधों को एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के साथ अवैध हस्तक्षेप के रूप में पढ़ा गया है और अदालत ने मौद्रिक क्षतिपूर्ति के लिए भुगतान किया है अगर हम उस मामले को याद कर सकते हैं जो पहले चंद्रिमदास बनाम चेयरमैन रेलवे बोर्ड द्वारा संदर्भित किया गया था तो उस मामले में भी अदालत ने बलात्कार के लिए पीड़ित को दस लाख रुपये का भुगतान करने की अनुमति दी थी दो लोगों द्वारा रेलवे यात्रा निवास में उस पर प्रतिबद्ध किया गया था जो इन रेल सेवा का एक हिस्सा थे संदर्भ समय को देखें 1713 अब इसके अलावा आपराधिक प्रक्रिया के कोड में कुछ अन्य प्रावधान हैं ये भी कहीं न कहीं महिलाओं के कारण की धारा १६० के संदर्भ में मदद करते हैं जो कहती है कि 18 वर्ष से कम उम्र के किसी पुरुष को और किसी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के निवास स्थान के अलावा किसी भी स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि कई बार यह देखा गया है कि महिलाओं युवाओं को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है और पुलिस स्टेशन में उन्हें पहले की तरह हिंसा के अधीन किया गया है हमने कस्टोडियल हिंसा को सदा के लिए समाप्त कर दिया है और इसलिए उसके साथ दूर करने के लिए कहा है यह कहा गया है कि अधिमानतः यह निवास स्थान होना चाहिए जहां महिलाओं को उपस्थित होना आवश्यक है बच्चे के बलात्कार के संबंध में जांच सूचना की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी हो सकती है तो तो यह मामलों के तेजी से निपटान की रक्षा करना है विशेष रूप से जब यह बच्चों से संबंधित है क्योंकि यदि कोई भारतीय स्थिति जानता है तो एक मामला वर्षों तक एक साथ चल सकता है और यहां तक कि परीक्षण शुरू करने के लिए 3 साल से 5 साल तक का समय लगता है मुकदमे को शुरू करने और क्या होता है इस तरह के मामलों में भी एक पीड़ित जो शिकायत दर्ज करता है उसे कई बार अदालत में आने सबूत देने के लिए जाँच में सहयोग करना पड़ता है और यह मूल रूप से एक व्यक्ति के जीवन को अस्थिर करता है और जब यह किसी बच्चे से संबंधित होता है तो यह उस व्यक्ति के लिए और भी घातक अनुभव बन जाता है इसलिए यह देखने के लिए कि विशेष रूप से बाल बलात्कार के मामलों में तीन महीने की अवधि होनी चाहिए जिसके साथ मामले को हल किया जा सकता है धारा 273 जिसमें 18 साल से कम उम्र की महिला का साक्ष्य दर्ज किया जाना है अदालत उचित कदम उठाएगी यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह आरोपी द्वारा सामना नहीं किया गया है किसी भी आमने सामने बातचीत आरोपी और उस व्यक्ति के बीच जो पीड़ित है से बचा जाना चाहिए यहां तक कि कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की बात करते हुए हमने कहा कि जब आंतरिक शिकायत समिति अपनी कार्यवाही कर रही है तो उसे यह देखने के लिए प्रयास करना चाहिए कि कोई आमने सामने बातचीत न हो क्योंकि यह महिला के आघात को गंभीरता से बढ़ाता है उसे उस घटना या उत्पीड़न की याद दिलाई जाती है जो उस की स्मृति में है और वह भयभीत हो सकती है और वह खुद को वापस ले सकती है और इसलिए इस तरह के टकराव से बचना चाहिए कार्यवाही को दिन प्रतिदिन जारी रखा जाएगा जब तक कि सभी गवाहों की जांच नहीं हो जाती और बलात्कार के मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के दो महीने के भीतर मुकदमा पूरा हो सकता है दोबारा धारा 327 जिसे हमने पहले भी बलात्कार के विशिष्ट अपराधों में बंद कमरे में अदालत की अनुमति के बिना इस तरह की कार्यवाही से संबंधित मामले के प्रकाशन पर रोक के रूप में संदर्भित किया था बंद कमरे के परीक्षणों में विशेष रूप से स्थिति की बात करते हैं जहां केवल पक्षकार अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे क्योंकि अदालतें अन्यथा एक सार्वजनिक मंच है जहां जनता के सदस्यों को उपस्थित रहने और कार्यवाही को देखने की अनुमति दी जाती है अर्थात सामान्य परिस्थितियों में आपराधिक कानून के तहत स्वीकार्य है हालाँकि महिला को अपमानित महसूस करने से रोकने के लिए कार्यवाही के दौरान अपमानित महसूस करने से क्योंकि यह परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ सवाल पूछे जाते हैं कुछ सवाल घटना से संबंधित हो सकते हैं कुछ प्रश्न जिनमें कुछ निजी पहलू शामिल हो सकते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये सार्वजनिक न हों इसलिए बंद कमरे में मुक़दमे के इन प्रावधानों को कानून के भीतर शामिल किया गया है संदर्भ समय को देखें 2203 इसलिए ये कुछ प्रावधान हैं जो प्रक्रियात्मक कानून के भीतर शामिल किए गए हैं ताकि महिला और बच्चे के मुद्दों का ध्यान रखा जा सके अब जैसा कि मैंने कहा कि प्रक्रियागत दृष्टिकोण में एक पुलिस है और दूसरा अदालत है संदर्भ समय को देखें 2211 महिलाओं के अधिकारों को बनाए रखने के साथ साथ आपराधिक दायित्व के निर्धारण में और यह सुनिश्चित करने के लिए अदालतों की बहुत ही अभिन्न भूमिका होती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मामले में बरीदोष मुक्ति न हों या उदार दण्ड सजा में न रहें क्योंकि यह समाज के लोगों को गलत संकेत दे सकता है इसलिए महिला के अधिकारों और हितों की रक्षा विशेष रूप से उन घटनाओं के प्रकार की पृष्ठभूमि में की जानी चाहिए जो समाज में हो रही हैं बढ़ते हुए अपराध जो समाज को त्रस्त कर रहे हैं और इसलिए इस संबंध में न्यायपालिका को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है अब इस संदर्भ में बोलते समय बलात्कार के अपराध के संबंध में विभिन्न प्रकार के यौन उत्पीड़न के संबंध में महिला बालिका इत्यादि से यौन शोषण का अपराध किया गया है इससे पहले कि हम कुछ निर्णयों की ओर बढ़ें हम इस बात पर जोर दे सकते हैं कि भारत में हमारे पास जो व्यवस्था थी वह मूल रूप से अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के पक्षकारों की है जिन्हें मामले को अदालत के समक्ष लाना है तो यह अभियोजन है जो मामले को कानून की अदालत के सामने लाता है सबूतों आदि के आधार पर बचाव करता है जो वहां हैं और फिर वह बचाव के लिए आगे बढ़ सकता है जहां बचाव पक्ष आगे रक्षा करना पसंद कर सकता है गवाह के रूप में या दस्तावेजों के रूप में आदि अब इस स्थिति में अदालत केवल निर्णायक के रूप में कार्य करती है पक्षों की दलीलों को सुनने सबूतों को देखने और फिर ऐसे मामलों में निर्णय देने के अर्थ में हालांकि जहां यह अपराधों को संदर्भित करता है जैसे कि महिला को शामिल करने वाले विशेष रूप से यौन प्रकृति के या भले ही यह आपराधिक कानूनों के बाहर हो डर कभी कभी वैवाहिक मामलों से संबंधित आदि कई बार एक जानबूझकर किया गया प्रयास होता है असहज सवालों को सामने रखने के लिए उस परिस्थिति में पीड़ित महिला को अभद्र सवाल या सुझाव देने के लिए अब जैसा कि मैंने कहा न्यायाधीश एक अंपायरनिर्णायक के रूप में कार्य करता है और न्यायाधीश तर्क सुनकर चुपचाप बैठ जाता है लेकिन इस बात पर भी समान रूप से जोर दिया गया है कि न्यायाधीश को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह ऐसा मंच न बने जहां व्यक्तित्व अखंडता या जहां व्यक्ति की गरिमा को गिराया जाता हो दिन प्रतिदिन जज केवल कोई ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो इसे देखता है और इस पर कोई आपत्ति नहीं करता है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीश ऐसे दृष्टिकोण के लिए दूसरे पक्ष की ओर से या अभियुक्त की ओर से आपत्ति रखे और कि न्यायालय के समक्ष खड़े व्यक्ति के अधिकार और प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करे विशेष रूप से यदि वह एक महिला है और अधिक विशेष रूप से यदि व्यक्ति एक बच्चा है तो एक उचित माहौल बनाया जाना चाहिए और भरोसे का वातावरण और आत्मविश्वास का वातावरण बनाया जाना चाहिए ताकि व्यक्ति पूरी प्रक्रिया में असहज महसूस हुए बिना या अपमानित हुए बिना सही ढंग से बोल सके अगले व्याख्यान में इसलिए हम कुछ न्यायिक निर्णयों को देखेंगे जो इस संबंध में और फिर विभिन्न एजेंसियों की भूमिका जो लैंगिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में निभाते हैं